छात्रों का स्वागत हैं इसलिए हम लचीले बजट बनाने के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में हमने कंपनी ड्रेक शिपिंग कंपनी के लचीले बजट के संबंध में दो विवरणों के साथ बजट तैयार किया और हमने इस बारे में सीखा कि हम लचीले बजट कैसे तैयार करते हैं इसलिए इस केस की पहली आवश्यकता यह थी कि हमें सात आठ और नौ मिलियन के राजस्व के तीन स्तरों के लिए स्तम्भ बजट तैयार करना था इसलिए हमने वह विवरण तैयार किया और फिर यह पता लगाने की कोशिश की कि सात आठ और नौ मिलियन डॉलर के राजस्व के इन तीन स्तरों पर प्रदर्शन का स्तर क्या होना चाहिए और फिर हमें सारांश विवरण या विचरण विश्लेषण तैयार करना था और फिर हमने किया इसका मतलब है कि हमने विचलन की गणना की विचलन विश्लेषण का एक हिस्सा हमने किया और हम विचरण का पता लगाने की कोशिश करते हैं मतलब दो प्रकार के विचरण एक विचरण था बिक्री गतिविधि विचलन और दूसरा लचीला बजट विचरण था और हमें पता चला कि वहाँ विचलन है मतलब बिक्री गतिविधि विचलन तो वहा होता ही क्योंकि हमने बिक्री गतिविधि को 800000 डॉलर के बजट स्तर से नीचे लाया है या शायद क्षमा करें 8 मिलियन डॉलर से 76 मिलियन डॉलर तक इसलिए जब राजस्व में कमी आई है तो निश्चित रूप से गतिविधि का स्तर कम हो गया है क्योकि हम 8 मिलियन डॉलर के मूल्य का बेचना चाहते थे लेकिन हम बाजार में केवल 76 मिलियन डॉलर का बेच पाए इसलिए निश्चित रूप से गतिविधि का स्तर नीचे आ गया है ऐसे में विचलन को होना ही था जब गतिविधि के स्तर में विचलन हुआ है और राजस्व में कमी आई है हम उम्मीद करते हैं कि लागत भी आनुपातिक रूप से नीचे आयी होगी इस प्रकार इस भाग के विचलन की गणना की जानी है और फिर हम उत्पादन के वास्तविक स्तरके लिए लचीला बजट तैयार करेंगे उत्पादन और बिक्री के 76 मिलियन के वास्तविक स्तर के लिए हमने पहले 8 मिलियन से 76 मिलियन तक राजस्व में कमी के अनुपात के लिए लचीले बजट तैयार किया हमने परिचालन और निश्चित लागत के लिए लचीला बजट तैयार किया लेकिन फिर वहां भी यह पाया कि विचलन हैं और वहाँ नकारात्मक विचलन कितना है इसलिए अगर हम उन विचलन को देखते हैं जो हमने उन विवरणों में निकाला था तो वे कुछ इस तरह से थे आपका कहना है कि लचीले बजट विचरण को हमने 144000 डॉलर पाया और यह नकारात्मक विचरण था इसका मतलब है कि आपकी कुल परिचालन आय में कमी आई है उस ७6 मिलियन डॉलर की अनुमानित आय पर अपेक्षित परिचालन आय 540000 डॉलर थी जब आप राजस्व स्तर को नीचे लाते हैं तो किसी कारण से प्रदर्शन का स्तर भी 8 मिलियन से 76 मिलियन डॉलर तक नीचे आ जाता है फिर भी परिचालन आय 540000 डॉलर होनी चाहिए थी लेकिन वास्तव में वास्तविक परिचालन आय जो हमारे पास 396000 लाख डॉलर थी इसलिए यह 540000 डॉलर की अनुमानित या अपेक्षित आय से नीचे आ गया है अतः १४४००० डॉलर का एक नकारात्मक विचलन था तो अब इसका मतलब है कि हमें इन विचलनो के कारणों का विश्लेषण करना होगा जिसका अर्थ है तीसरा विवरण जो हम तैयार करने जा रहे है मैंने उस विवरण को शीर्षक दिया है प्रदर्शन का सारांश और विचरण विश्लेषण इसलिए जब हम प्रदर्शन के सारांश को तैयार करते हैं तो हमें पता चला कि बिक्री गतिविधि स्तर में विचरण हैं जो 80 है और प्रतिकूल है और फिर लचीला बजट विचरण जो 144 था बिक्री गतिविधि का विचलन एक बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि वास्तव में राजस्व में कमी आई है लेकिन लचीले बजट विचरण समस्या है क्योंकि लचीली आय का मतलब परिचालन आय से है जो 76 मिलियन राजस्व पर 540000 डॉलर अपेक्षित था लेकिन वास्तव में यह 396000 डॉलर है इसका मतलब है कि 144000 डॉलर का नकारात्मक विचरण है अब हम विश्लेषण करेंगे कि यह विचलन क्यों हुआ है चाहे यह परिचालन आय के कारण आया हो या माफ़ करियेगा यह चर खर्चों या स्थिर खर्चों के कारण आया हो जिसका हमें पता लगाने की आवश्यकता है और अगर ये विचरण परिचालन आय में आये है तो परिचालन आय में कुल नकारात्मक विचरण 144000 डॉलर का है क्योंकि दोनों लागतों में वृद्धि हुई है और परिवर्तनीय लागत भी बढ़ गई है निश्चित लागत भी बढ़ गई है उस स्थिति में हमें सावधान रहना होगा सबसे पहले उन कारणों को जानें कि किन कारणों से परिवर्तनीय लागत के किन घटकों ने उस लागत में योगदान दिया है उस बढ़ी हुयी लागत में निश्चित लागत के घटकों का कितना योगदान है और लागत में वृद्धि नकारात्मक वृद्धि को कैसे रोकना है और यह परिचालन आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है इसके लिए जांच करनी होगी और फिर हमें इसका विश्लेषण करना होगा और इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास करना होगा ताकि अगली बार ये विचलन न हो और आपकी परिवर्तनीय आय बहुत हद तक नियंत्रित रहे परिवर्तनीय व्यय बहुत हद तक नियंत्रित है और निश्चित व्यय राजस्व या बिक्री के स्तर की दी गई सीमा के भीतर नहीं बढ़ना चाहिए सही है अब हम विवरण तैयार करेंगे और विवरण वास्तव में विवरण है जिसे विचलन विश्लेषण कहा जाता है 76 मिलियन डॉलर या 76 लाख डॉलर के वास्तविक राजस्व स्तर पर विचलन का विश्लेषण तो यह विचलन नहीं होना चाहिए अतः विचलन का विश्लेषण 76 मिलियन 76 लाख के वास्तविक राजस्व स्तर पर है इसलिए यदि हम विवरण तैयार करते हैं तो हम यह पता लगा पाएंगे कि किस कारण से परिवर्तनीय लागत बढ़ गया है और कौन सी निश्चित लागत बढ़ गई है और हम यह निश्चित करेंगे कि यह लागत अगली तिमाही में नहीं बढ़ेगी या बजट के उद्देश्य की प्राप्ति होगी तो अब हम पार्टीकूलर्स के बारे में बात करेंगे ठीक है ये रहे पार्टीकूलर्स फिर हम 76 मिलियन के राजस्व स्तर पर वास्तविक लागत के बारे में बात करेंगे लचीले भत्ते की लागत कितनी होने की उम्मीद थी और फिर बजट विचलन है है ना इसलिए हमें इस विवरण को तैयार करना होगा और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये विचलन यहाँ क्यों हुए हैं अब हम खर्चों के पहले प्रमुख मद को देखेंगे यदि आप इस समस्या पर वापस जाते है तो चर खर्चों का पहला प्रमुख मद क्या होगा तो हम यहाँ यह कहेंगे कि ईंधन की वास्तविक लागत क्या थी मैं उस राशि को हज़ार डॉलर में लूँगा ७६ मिलियन के वास्तविक राजस्व पर ईंधन की वास्तविक लागत क्या है तो इसका मतलब है कि वास्तव में ईंधन की वास्तविक लागत 157000 डॉलर है लचीला भत्ता कितना था इसकी लागत कितनी होनी चाहिए थी 152000 डॉलर इसका मतलब है कि हम इसे आनुपातिक रूप से कम कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि यह यहाँ दिया गया है कि 8 मिलियन मूल्य के राजस्व के लिए यदि ईंधन की लागत 160000 डॉलर है तो यह 76 लाख या 76 मिलियन के राजस्व स्तर के लिए कितना होना चाहिए इसलिए अपेक्षित लागत राजस्व में कमी के अनुपात में 152000 डॉलर थी वास्तव में हमने 157000 डॉलर भुगतान किया है तो इसका मतलब है कि वहाँ बजट विचलन हैं और वह विचलन Y है और यह विचलन प्रतिकूल है है ना फिर हम मरम्मत और रखरखाव आर और एम के बारे में बात करते हैं राजस्व के 76 लाख स्तर पर मरम्मत और रखरखाव की वास्तविक लागत कितनी हैं यह 78000 है लागत 76000 डॉलर होनी चाहिए थी और कितने का विचलन है 2000 डॉलर का और यह विचलन फिर से प्रतिकूल है ठीक है फिर आप आपूर्ति और रखरखाव की बात करते है आपूर्ति और रखरखाव की वास्तविक लागत है 788000 कितना होना चाहिए था 760000 डॉलर और फिर हमने विचलन पाया है यहां यह कितना है यह 28 है और प्रतिकूल है सही है फिर आप परिवर्तनीय पेरोल के बारे में बात करते हैं यदि आप बात करते हैं तो वास्तविक लागत कितनी है 50 हम देखते हैं कि परिवर्तनीय पेरोल की वास्तविक लागत क्या है वास्तविक लागत 52 है है ना 52lacks और भत्ता कितना था इस राजस्व स्तर के अनुसार यह भत्ता 5092 था है ना यदि आप इसकी गणना करते हैं यह बहुत गंभीर है बहुत अधिक मात्रा में विचलन और यह विचलन कितना है यह 108 प्रतिकूल है वास्तव में 52lacks और अपेक्षित 5092 था तो इसका मतलब है कि 108000 का विचलन होता है जो बहुत ही गंभीर राशि है इसकी इस विचलन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है फिर आप बात करते हैं पर्यवेक्षण की पर्यवेक्षण पर नजर डालें तो पर्यवेक्षण काफी हद तक निर्धारित लागत है पर्यवेक्षण निश्चित लागत का हिस्सा है आइए देखें कि पर्यवेक्षण लागत में क्या हुआ है हमने वास्तविक लागत 184000 अदा की है या 183000 आइए देखते है कि वास्तविक लागत क्या थी वास्तविक लागत 183000 है और भत्ता एक सौ अस्सी हजार था क्योंकि अगर यह लागत है तो राजस्व के 8 मिलियन स्तर पर निश्चित लागत हमें दी गई है एक सौ अस्सी हजार है इसलिए 76 पर भी इसके वाही रहने का अनुमान था अगर इसके नीचे नहीं आने की उम्मीद थी लेकिन वास्तव में यह 3000 डॉलर से अधिक हो गया है तो अपेक्षित 180000 था और वास्तव में 183000 है अगर यदि विचलन है तो कितने का नकारात्मक विचलन है ३ और यह प्रतिकूल है ठीक है इसलिए पर्यवेक्षण भी विचलन का कारण बन रहा है और अब किराए के बारे में बात करते हैं किराया वही है 160 की उम्मीद थी 160 १६० १६० है तो कोई विचलन नहीं है फिर हम अधिकतम खर्चों के बारे में बात करते हैं आगे क्या है खर्चे का मद मूल्यह्रास है और मूल्यह्रास कितना होने की उम्मीद थी यह 480 है इसलिए यहाँ कोई विचलन नहीं देखा गया है और फिर अन्य निश्चित लागत का केस है अन्य निश्चित लागत यदि आप लागत के बारे में बात करते हैं तो यह अन्य निश्चित लागत OFC है और यह अन्य निश्चित लागत कितनी है यह वास्तव में 158 है और उम्मीद कितनी थी अन्य निश्चित लागत 160000 डॉलर थी दरअसल इसमें 2000 डॉलर की कमी आई है क्योंकि वास्तव में वास्तविक लागत 158 है यह 160000 डॉलर होने की उम्मीद थी तो इसका मतलब है कि 2 का सकारात्मक विचरण है और यह अनुकूल है है ना अब हम कुल लागत की गणना करते हैं यहाँ कुल लागत वास्तव में कितना है हमने क्या गणना की है यह 7204 है यानी 72 लाख चार हजार है बजटेड कुल लागत कितनी थी बजटेड कुल लागत ७०६० हज़ार होने की उम्मीद थी तब कितना विचलन है यदि आप इसे जोड़ते है तो यह होता है 57 फिर 35 35 और 180 के रूप में 143 होता है फिर १४६ और घटाव २ तब यह १४४ हुआ तो यह वही 144 है जो हमने पिछले विवरण में पाया था हमने यह सत्यापित किया है कि यह विवरण या विचलन हमारे पास उपलब्ध है और अब हमने इन विचलनो का विश्लेषण किया है और आगे हमने लचीले बजट विचरण को विच्छेदित किया है और हमने लागत में वृद्धि और परिचालन आय में 144000 हज़ार रुपये की कमी के कारणों का पता लगाया है इस केस में यदि आप बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लगभग हर जगह चर खर्च में नकारात्मक विचलन है है ना परिवर्तनीय व्यय समान रूप से उसी अनुपात में नहीं घटे हैं कितना होने की उम्मीद थी जब राजस्व के स्तर में 8 मिलियन डॉलर से 76 मिलियन डॉलर तक की कमी होती है तो उसी कमी को परिवर्तनीय लागत में समान अनुपात में नहीं देखा गया है हमने हर स्तर पर देखा है कि वहाँ विचलन है ईंधन का उपयोग 5000 डॉलर से बाधा है मरम्मत और रखरखाव के लिए भी 2000 डॉलर का ज्यादा खर्च किया गया है और आप अगर इसे मशीनिं या आपूर्ति और विविध खर्च के रूप में कहे तो हमने एक बड़ी राशि का भुगतान किया है जो 28 हजार डॉलर है हमने 76 मिलियन डॉलर के राजस्व स्तर पर अपेक्षित व्यय की तुलना में अतिरिक्त भुगतान किया है और परिवर्तनीय पेरोल चिंता का एक कारण है परिवर्तनीय पेरोल चिंता का एक कारण है क्योंकि विचलन का बड़ा हिस्सा जो कि कुल 144 हजार है का 108000 सिर्फ एक कारण के चलते है और वह है परिवर्तनीय पेरोल है ना तो अब आप देख सकते हैं कि यदि उसके कारण का विश्लेषण करें तो यह पता लगाना होगा कि परिवर्तनीय पेरोल की लागत क्यों बढ़ गई है चिंता का दूसरा कारण यहां पर्यवेक्षण लागत में वृद्धि है मैंने आपको कई बार कहा था कि निर्धारित लागत प्रदर्शन के दिए गए स्तर के लिए वही रहनी चाहिए और फिर हमने राजस्व और उत्पादन के सात आठ और नौ मिलियन के लिए तीन स्तंभ वाले बजट बनाये तब हमें पता चला कि निर्धारित लागत समान रहने की उम्मीद थी निर्धारित लागत 180000 हजार होने की उम्मीद है पर्यवेक्षण 7 8 और 9 मिलियन के राजस्व के लिए बराबर होने की उम्मीद थी इसलिए 76 भी इस सीमा के बीच में आता है इसलिए हम यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि निर्धारित लागत बढ़ जाएगी पर्यवेक्षण लागत बढ़ जाएगी लेकिन यह बढ़ गया है और यह एक गंभीर चिंता का कारण है हमें यह पता लगाना होगा कि पर्यवेक्षण की लागत क्यों बढ़ी है सही है तो इस विश्लेषण से आप पता लगा सकते हैं कि मानव संसाधन के संबंध में लागत है चाहे वे कारखाने के कर्मचारी हों या चाहे वे कार्यालय के कर्मचारी हों मानव संसाधन लागत बढ़ गई है दोनों का संबंध मानव संसाधनों से है परिवर्तनीय पेरोल भी मानव संसाधनों से संबंधित है और पर्यवेक्षण भी मानव संसाधनों से संबंधित है अंतर यह है कि कारखाने के कर्मचारी अनुबंध कर्मचारी हैं और दुसरे नियमित और स्थायी कर्मचारी है जो कार्यालय में काम करते है या कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में इससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि मोटे तौर पर इस विचलन या इन दो विचलनो के कारण अनियंत्रित हैं क्योंकि मानव संसाधन लागत काफी हद तक बाहरी कारक द्वारा नियंत्रित की जाती है और वे बाहरी कारक श्रम बाजार हैं जब श्रम दरें बढ़ती हैं और कंपनियों द्वारा श्रम दरों का फैसला नहीं किया जाता है श्रम दरें बाहरी कारकों श्रम बाजार मूल्य सूचकांक लोगों की आय और श्रमिकों के कौशल के स्तर से तय होती हैं तो इसका मतलब है कि जब मूल्य सूचकांक ऊपर जाता है तो सभी उम्मीद होती है कि वे मानव संसाधन की कीमत बढ़ाएंगे या कर्मचारियों के साथ साथ श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि करेंगे इसलिए अगर अर्थव्यवस्था में मूल्य सूचकांक ऊपर जा रहा है तो मानव संसाधन महंगा हो रहा है और अगर मनुष्य महंगे होते जा रहे हैं तो कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है क्योंकि यदि आप उनके वेतन को नहीं बढ़ाते हैं तो वे काम करना बंद कर देते है और इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्थानीय श्रमिकों को दूसरे बाजार से लाते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर मानव संसाधनों को सरकार या उनके मूल्यों द्वारा विनियमित किया जाता है कुछ हद तक उनके वेतन भी सरकार द्वारा तय किये जाते हैं काफी हद तक न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है और यह उदाहरण अमेरिकी बाज़ार का है उस बाजार में श्रम की दर काफी हद तक सरकार द्वारा निर्धारित होती है यानि यह उच्च विनियमित बाजार है इसलिए जब श्रम दरें बढ़ती हैं या कर्मचारी के वेतन बढ़ते तब स्वाभाविक रूप से मानव संसाधन की लागत बढ़ने की उम्मीद है और इन दो प्रमुखों मदों में हम देख रहे हैं कि परिवर्तनीय पेरोल भी मानव संसाधन लागत से संबंधित हैं और पर्यवेक्षण लागत भी मानव संसाधन लागत से संबंधित हैं दोनों ही मामलों में मानव संसाधन लागत बढ़ गई है इसलिए मोटे तौर पर हमें इस विचलन से बचना है लेकिन हमारा मतलब है कि हम इससे नही बच सकते बल्कि हमें इस विचलन को नजरअंदाज करना होगा क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो उन कारकों के कारण हुआ है जो नियंत्रण से बाहर हैं हम दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं जो ईंधन है ईंधन के केस में हम देख रहे कि विचलन बहुत अधिक नहीं है यह केवल 5000 है इसलिए कभी कभी यह संभव हो सकता है क्योंकि ईंधन की कीमतें भी ऊपर नीचे होती रहती हैं इसलिए यह ईंधन के कुछ अतिरिक्त उपयोग ईंधन के दुरुपयोग या ईंधन की कीमतों के ऊपर जाने के कारण हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी तो इसके लिए जांच करनी होगी कि क्या कारण नियंत्रणीय था हम उदहारण के लिए अगली तिमाही में ईंधनों का अपव्यय नहीं होने देंगे लेकिन अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो यह फिर से बेकाबू कारण है इसी तरह आप मरम्मत और रखरखाव के बारे में बात करते हैं हमने 2000 डॉलर से कुछ अधिक कीमत अदा की है हमने अतिरिक्त भुगतान किया है तो यह फिर से विचलन है लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत अधिक राशि नहीं है और मरम्मत और रखरखाव के केस में भी कुछ समय के लिए कुछ हद तक मानव संसाधन लागत शामिल है क्योंकि आर और एम क्षेत्र में लोग ही काम करते हैं और वे काफ़ी हद तक कुशल श्रमिक हैं तो इसका मतलब है कि उस कारण से मानव संसाधान लागत बढ़ गई है श्रमिकों की लागत कहने के लिए तकनीशियनों की लागत बढ़ गई है और यह विचरण हुआ एक अन्य कारण एक और विचलन है जो हमें पता चला है की 28000 डॉलर है और बहुत महत्वपूर्ण है और वह भी आपूर्ति और विविध खर्चों में तो पहले हमें यह जांचना होगा कि आपूर्ति क्या हैं विविध खर्च क्या हैं यह 28000 का इतना बड़ा नकारात्मक विचलन क्यों आया है आप देख सकते हैं कि यह 144000 डॉलर के कुल विचरण में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है इसलिए हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा ताकि उसके कारणों को ठीक किया जा सके ताकि चीजें दोबारा न हों इसलिए यह एक बहुत बड़ा विचलन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और फिर अगर आप यहां अन्य निश्चित लागत के बारे में बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 160000 डॉलर के अपेक्षित स्तर के मुकाबले अन्य निश्चित लागत में कमी आई है यह घटकर 158000 डॉलर रह गया है इसलिए हमने यहां एक अनुकूल विचलन देखा है लेकिन फिर भी इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए हो सकता है कि हमने बजट में उच्च राशि का अनुमान लगाया हो या वास्तव में हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे हमें बचत करना पड़े हमें इस बात की जाँच करनी है कि यदि आप इन सभी विचलनो को मिलाकर देखें विचलन की राशि बहुत अधिक है जो 144000 है लेकिन इसका मतलब है कि इसके कारणों की जांच करनी होगी और यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि वे नियंत्रनीय थे और उनको नियंत्रित नही किया गया और फिर उन लोगों या उन कारणों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जिसने अपने हिस्से का प्रदर्शन नहीं किया लेकिन अगर मोटे तौर पर कहें कि यदि कारण बेकाबू थे बाहरी कारक के कारण कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है क्योंकि ये कारण बाहरी कारकों के कारण है तब मेरा विचार है कि हमें इसे अनदेखा करना होगा और हमें इस समय इसे बाजार की स्थिति पर छोड़ना होगा कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया करता है इसलिए हमें मानव संसाधन लागत में वृद्धि के लिए कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए या तो इसे बढ़ाना होगा या शायद दूसरी लागत को हमें बिक्री मूल्य अलर्ट की जांच करनी होगी कि बाजार की प्रतिक्रिया कैसी है या बाजार कैसे व्यवहार करता है तो यह देखना होगा नहीं तो काफी हद तक कारण बेकाबू लगते हैं और हमे इसे स्वीकारना होगा इसलिए अगर हम बाजार में अंतिम उत्पाद की कीमत में वृद्धि करके इसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मानव संसाधन लागत बढ़ गई है और यह किसी की गलती के कारण नहीं है तो आम तौर पर उपभोक्ता कंपनियों के ग्राहक और खरीदार भी कीमत में वृद्धि को स्वीकार करते हैं तो यह लागत में वृद्धि लोगों पर खिसकाया जा सकता है लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य प्रदर्शन के वास्तविक स्तर के बारे में जानना था जब यह 8 मिलियन डॉलर से घटकर 76 मिलियन डॉलर हो गया है तो लागत ने कैसे प्रतिक्रिया दी है और क्या लागत भी उसी अनुपात में कम हुई है विशेष रूप से परिवर्तनीय लागतों में हमने पाया है कि न तो परिवर्तनीय लागत और न ही एक तय लागत समान अनुपात में कम हुई है बल्कि ये अपेक्षित राशि से अधिक है और हमने देखा है कि विचलन १४४ हजार का है और जो नकारात्मक विचलन हैं है ना अगर अब तक की चर्चा तक इस केस को देखते है तो तीन हमने मास्टर बजट से सम्बंधित दो केस पर विचार विमर्श किआ और एक केस लचीला बजट के संबंध में इसलिए यदि आप इन केसों को देखते हैं तो इसमें दो घटक शामिल हैं क्योंकि हम प्रबंधन लेखांकन जैसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं प्रबंधन लेखांकन का अर्थ उस प्रकार की जानकारी उत्पन्न करना है जो प्रबंधकीय निर्णय लेने में प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है इससे निकली अधिकांश जानकारी को शीर्ष स्तर के प्रबंधन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है हम कभी ना कभी मंडल स्तर के लोगों में होंगे बोर्ड स्तर की बैठकों में होंगे या निदेशक मंडल में होंगे और फिर उन्हें सही मायनों में सही निर्णय लेने में जो सबके और फर्म के समग्र हित में है उनकी मदद करनी होगी तो इस घटक में दो चीजें शामिल हैं संपूर्ण बजटिंग का यह विश्लेषण एक घटक संख्याओं की मदद से जानकारी का पता लगाना है संख्याओं की मदद से मूल्यों की गणना कर रहा है संख्याओं की मदद से आगत और निर्गत संबंध की गणना करना है है ना मास्टर बजट के केस में हमने देखा कि हम एक तिमाही के लिए विस्तृत बजट तैयार करते हैं और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रदर्शन का बजट स्तर क्या है और उस बजट प्रबंधन की मदद से लक्ष्यों का निर्धारण करते है सही है और उन बजटों को अलग अलग हित समूहों अलग अलग इकाइयों और उप समूहों को भेजा जाता है जिन्हें संगठनों में फर्मों में एक जिम्मेदारी केंद्र के रूप में कहा जाता है और उन्हें पहले से कुछ बता दिया जाता है कि आपके द्वारा प्रदर्शन का यह अपेक्षित स्तर है चाहे वह सामग्री की खरीद हो वह तैयार उत्पाद की बिक्री हो वह बिक्री का संग्रह हो वह खरीद के लिए भुगतान हो या फर्म में नकदी की स्थिति हो फर्म में लाभप्रदता की स्थिति या फर्म की समग्र वित्तीय स्थिति इन सभी बजटीय विवरणों को उस बजट अवधि जो एक सप्ताह हो सकता है एक महीना हो सकता है एक तिमाही छह महीने हो सकती है या एक वर्ष हो सकती है के शुरुआत से पहले ही तैयार कर लिया जाता है जिससे जब वास्तव में समय शुरू होता है उसके पहले हमारे हाथ में एक विवरण है जो एक मार्गदर्शक बल के रूप में कार्य करता है और उस जानकारी को देख कर या उस जानकारी की मदद से हम वास्तविक प्रदर्शन करते है ताकि हमारे हाथों में मानक हो अगर मानक है तो हर कोई जानता है और उन्हें पता होता है कि हमारे प्रदर्शन की तुलना किससे से की जाएगी और अगर ऐसा कुछ नहीं है यानि हमारा वास्तविक प्रदर्शन का उस चीज़ से तुलना करने योग्य नहीं है तब उस बजट को हो सकता है कम प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो एक चीज़ सूचना की गणना करना है और दूसरी चीज़ प्रबंधन निर्णय लेने के लिए उस जानकारी का उपयोग करना है इसलिए इन दिनों काफी हद तक जानकारी की गणना बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ तक बजट प्रक्रिया का सवाल है इन दिनों हम उस बजट प्रक्रिया का पालन करते हैं जिसे हम नीचे से ऊपर तक कहते हैं हम निचले स्तर के लोगों पर बजट नहीं थोपते हम बजट प्रक्रिया में निचले स्तर के लोगों को शामिल करते हैं हम उन्हें बजट प्रक्रिया में योगदान देने के लिए कहते हैं वे फर्म को बताएं कि वे फर्म के लिए क्या कर सकते हैं फर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए है ना इसलिए बिक्री के लोगों से पूछा जाता है कि बाजार की स्थिति ग्राहक की आवश्यकताओं प्रतिस्पर्धी परिदृश्य प्रतिस्पर्धी की वितरण और मूल्य निर्धारण नीतियों और बहुत सी अन्य चीजें जैसे विज्ञापन अभियान बाजार में बिक्री बल जो सीधे आपके वितरण चैनलों या ग्राहकों से जुड़ी हुई हैं को देखते हुए उनसे पूछा जाता है कि आप कितना उम्मीद करते है की आप या यह कंपनी आने वाली तिमाही में कितना कर सकती है सही इसी तरह खरीद विभाग को शामिल किया जाता है जो बताता है कि हमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता है आप जानते हैं कि वे बताते हैं कि उस सामग्री को खोजने का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है और उन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को खरीदने के लिए हमें न्यूनतम प्रति इकाई लागत क्या होनी चाहिए तो जब खरीद विभाग जो खरीद प्रक्रिया से सीधे जुडा होताहैं अगर उनसे पूछा जाए और उनका आगत बाद में पूछा जाए तो वे यह नहीं कह सकते कि बजट तैयार करते समय हमारे आगत के लिए नहीं कहा गया था और इसी कारण से एक खरीद विचलन हो गया है खरीद के स्तर पर विचलन आया है इसी तरह बिक्री के लोगों ने उन्हें बताया है फर्म को बताया है बोर्ड को बताया कि हम बाजार की स्थितियों को देखते हुए आने वाले तिमाही में इतना उत्पाद बेचने जा रहे हैं और जब वास्तविक प्रदर्शन इससे कम होता है तो वे स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं और इसका मतलब है कि हम उन बिक्री कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोच सकते हैं जो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं इसलिए एक बात बजट का पहला भाग महत्वपूर्ण जानकारी रणनीतिक जानकारी बजट के रूप में तैयार करना है जो बिक्री पूर्वानुमान के साथ शुरू होकर बजटीय बैलेंस शीट तक जाता है और फिर बजट के एक स्तर को तैयार नहीं करना जिसे हम स्थिर बजट कहते हैं बल्कि उत्पादन के अनेक स्तर के लिए लचीला बजट तैयार करके व्यवस्था को सही करना है ताकि अगर कल उत्पादन का कोई स्तर बदल जाए तो हमारे पास बजट है या तो हमारे पास बजट है या हम उस समय आसानी से तैयार कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस केस में हमने तीन स्तरों 7 मिलियन 8 मिलियन और 9 मिलियन राजस्व के लिए बजट तैयार किया था लेकिन वास्तविक राजस्व का पता लगने पर पाया गया कि तीन स्तरों में से एक भी नहीं है बल्कि सात और आठ के बीच में कहीं है और यह 76 मिलियन था इसलिए हमने सूत्र लागू किया है इसलिए जैसे ही आप राजस्व स्तर 8 मिलियन से 76 मिलियन बदलते है अन्य सभी आंकड़े स्वचालित रूप से बदल जाते हैं इसलिए आपको पहले से ही राजस्व के 76 मिलियन स्तर के लिए बजट भी नहीं तैयार करके रखना है हमने व्यवस्था बनाई है और चीजों को उचित जगह दी है और हम स्वचालित रूप से परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं जब वास्तविक प्रदर्शन हमारे पास आएगा तब फिर दोनों के बीच तुलना अधिक उचित और अधिक तर्कसंगत हो जाती है अतः लचीला बजट मतलब बजट तैयार करके इस जानकारी को उत्पन्न करना एक बात है और बाजार में वास्तविक प्रदर्शन करना दूसरी बात है और फिर इस बजटीय और वास्तविक जानकारी का उपयोग अगली बार प्रबंधन निर्णय लेने के लिए है ताकि अगर यहाँ किसी कमी को हमने देखा है कोई कमजोरी का हमें पता चला है तो वे दोबारा नहीं हों आने वाले समय में प्रदर्शन को प्रभावित न करें इसलिए यह बजट बनाने का एक संपूर्ण उद्देश्य है और हम बजटीय अनुमानों के अधिकतम करीब रहना चाहते है तो आप समझ सकते हैं कि बजटीय प्रक्रिया प्रबंधन को प्रबंधकीय निर्णय लेने में कैसे मदद करती है और यह तकनीक प्रबंधकीय निर्णय लेने और प्रबंधन लेखांकन का एक बहुत बहुत उपयोगी भाग है ठीक है तो अब यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है और हमने यह जान लिया है कि बजट और बजटीय प्रक्रिया सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पहले हमने लागत शीट की चर्चा की पूरी लागत का विश्लेषण करते हुए और फिर वास्तविक प्रदर्शन को देखा और यहाँ यह एक बजट है जहाँ हमने बिक्री से लेकर नकदी तक लाभ तक बैलेंस शीट तक और एक स्तर के लिए नहीं बल्कि कई स्तरों के लिए कुल अनुमान तैयार करते हैं इसलिए हमारा मतलब है कि यह पूरी प्रक्रिया मददगार है और प्रबंधन निर्णय लेने को सुगम बनाएगा इसलिए प्रथम जानकारी प्राप्त करना दूसरा वास्तविक जानकारी और फिर बजट के साथ वास्तविक तुलना करना और फिर फर्म के शीर्ष स्तर पर उचित निर्णय लेना और प्रबंधन निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना इस बजट और बजटीय नियंत्रण का अंतिम उद्देश्य है यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर फर्म बजट परिणामों के करीब रहना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि बजट का समय क्षितिज यथासंभव छोटा होना चाहिए है ना कुछ फर्म साप्ताहिक बजट प्रणाली में हैं वे बहुत महंगे हैं क्योंकि लगातार आकडे प्राप्त करना और साप्ताहिक बजट तैयार करना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ फर्म जिन्हें पास बहुत उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी है वे मासिक साप्ताहिक बजट बना रही हैं कम से कम आप 15 दिनों यानि पाक्षिक बजट बना सकते हैं और कई फर्में बड़े पैमाने परयह कर रही हैं इन दिनों फर्में मासिक या त्रैमासिक बजट व्यवस्था भी अपनाये हुए है और मासिक और त्रैमासिक बजट को बहुत आसानी से फर्मों में लागू किया जा सकता है इसलिए बजट का समय क्षितिज जितन कम होगा वास्तविक प्रदर्शन बजट अनुमानों के उतना निकट होगा और फर्म के समग्र प्रदर्शन में सुधार होगा इसलिए बजट और बजटीय नियंत्रण या बजटीय प्रक्रिया के बारे में मैं यही समाप्त करूँगा और मुझे लगता है कि मै यह कह सकता हूँ कि जहा तक सभव है मैंने इसे विस्तारपुर्वक बताया है कि यह कैसे प्रबंधन निर्णय लेने में बहुत बहुत उपयोगी तकनीक है इसलिए हम बजट और बजट प्रक्रिया के संबंध में यहां रुकेंगे और अगली बार मैं अगली कक्षा में अगली तकनीक शुरू करूंगा जो मानक लागत है तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद